नमस्कार और इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टैकनोलजी भाग 2 में आपका स्वागत है पाठ्यक्रम - मॉड्यूल दो हम पिछले मॉड्यूल में गुणवत्ता की लागतों के बारे में बात कर रहे थे और हमें इस लागत पर क्यों ध्यान देना चाहिए इसलिए जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि उत्पाद विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू वास्तव में उत्पाद विनिर्देशों में ग्राहक की आवश्यकता का अनुवाद करना है तो आप ग्राहक आवश्यकता उत्पाद विनिर्देशों के रूप में कह सकते हैं तो निर्मित उत्पादों जो विनिर्देशों को पूरा नहीं करते हैं उन्हें ग्राहक को देने से पहले आवश्यक रूप से मरम्मत की जानी चाहिए ताकि वे स्वयं ग्राहक की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करना शुरू कर सकें इसलिए ग्राहकों को संतोषजनक उत्पादों की आपूर्ति के लिए मुख्य गुणवत्ता की लागत में ऐसे उत्पादों का उत्पादन पहचान करना और उनसे बचना या उनकी मरम्मत करना शामिल है या उत्पादों से परहेज या मरम्मत करते हैं या जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते तो जाहिर है अगर आप गुणवत्ता को प्रक्रिया की शुरुवात मे डिजाइन पड़ाव मे ही शुरू करवा दे तो उच्च गुणवत्ता का विचलन नहीं हो सकता है और इससे गुणवत्ता की लागत कम आएगी तो कुछ प्रकार की पेनल्टी मैट्रिक्स हैं जिन्हे आप हर गैर अनुरूपता पड़ाव के साथ जोड़ रहे हैं जो प्रक्रिया नियंत्रण के माध्यम से हो रही है या उत्पाद डिजाइन पड़ाव पर भी ठीक है इसलिए और इस लागत को कम से कम करना होगा जो कि गुणवत्ता लागत या यह जो कुछ भी प्रक्रिया का उत्पादन है वह ग्राहक की जरूरत को पूरा कर रहा है की लागत के रूप में भी जाना जाता है और यह तभी हो सकता है जब आप सुधार और प्रक्रिया को हर स्तर पर संतुलित करते हैं ताकि आपके पास प्रक्रिया से होने वाले लाभ से शून्य दोष उत्पन्न हो और आप के शून्य गैर अनुरूपता किसी भी प्रकार के मानकों या गुणवत्ता ढांचे के काम को जान सके जिसे ठीक कर दिया गया है इसलिए लक्ष्य यह होना चाहिए कि वास्तव में प्रयास को मूल्य की तरफ लगातार स्थानांतरित होना चाहिए जहां ये लागत न्यूनतम संख्या में आती हैं आइए हम कुछ लागतों को देखें जिन्हें कई अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है तो यह रोकथाम की लागतें हैं और मैं इन अलग अलग लागतों के बारे में संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं इस लागत का पता लगाने के लिए निश्चित समय पर कुछ गणना कर सकते हैं पता लगाया जा सकता है कि आपको किस तरह से और किस तरह की गुणवत्ता की कमी हो सकती है जैसे डिजाइन प्रक्रिया वगैरह यहाँ मूल्यांकन लागत है आंतरिक विफलता लागत हैं और उत्पाद के साथ जुड़ी बाहरी विफलता लागत भी है तो आइए हम इन विभिन्न श्रेणियों में से कुछ को देखें और उनका वास्तव में क्या मतलब है तो रोकथाम की लागत में सभी प्रयास शामिल हैं जो गैर अनुरूपता को रोककर ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद जो डिजाइन और निर्माण में जाते हैं इसलिए आप उदाहरण के लिए हर जगह जांच और संतुलन पेश करते हैं जबकि उत्पाद तैयार किया जा रहा है या प्रक्रिया डिजाइन की जा रही है हमारे पास गुणवत्ता योजना और गुणवत्ता इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन में पर्याप्त गुंजाइश है इसलिए यह बाहर की ओर गैर मूल्य वर्धित गतिविधि प्रतीत हो सकती है लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप कुछ विशेष विनिर्देश के साथ प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं तो उस विनिर्देश के अनुरूपता आपके लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आप बार बार प्रक्रिया को दोहराते हैं जो कि कई उत्पादों का उत्पादन करने के लिए ठीक है इसलिए वहाँ रोकथाम लागत के विभिन्न तत्व हैं जो आप जानते हैं कि इसमें गतिविधियाँ शामिल हैं मान लें कि सभी संगठनों में गुणवत्ता नियोजन और इंजीनियरिंग है आप जानते हैं गुणवत्ता सिस्टम डिपार्टमेंट या गुणवत्ता इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिनसे उत्पाद को जोड़ा गया हालांकि हर स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि किसी प्रकार की गैर अनुरूपता है तो यह संगठन के डिजाइन के हिस्से में होना चाहिए आपको इन्हें लगाना होगा जो अतिरिक्त लागतें हैं जिन्हें आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको विनिर्देशों के मानकों के अनुरूप गैर अनुरूपता को रोकने में मदद करेंगे इसलिए यह भविष्य की ऐसी गतिविधि है आप जानते हैं जो संगठन के डिजाइन पड़ाव में ही योजना बनाई गयी है इसलिए जब आप सुनिश्चित करते हैं कि यह पुनरावृत्ति है हालांकि यह प्रतीत नहीं हो सकता है कि प्रक्रिया शुरू होने पर वापसी शुरू हो गई है आदि ठीक है लेकिन इससे विचलन इसलिए होता है क्योंकि यह एक गतिशील मशीनरी या गतिशील भाग या गतिशील प्रणाली है और ये विचलन नियंत्रण के भीतर रखा जाना चाहिए ठीक है तो आप भी नए उत्पाद समीक्षाएँ द्वारा रोकथाम लागत निकाल सकते हैं उदाहरण के लिये आप जानते हैं कि ग्राहक की धारणाग्राहक का प्रतिचित्रण या आवश्यकता क्या है कुछ उत्पादो के पीछे ग्राहक की आकांक्षाएं क्या हैं आप जानते हैं कि ग्राहक कार की की एक निश्चित प्रणाली की x y z चीजों को अलग मानते हैं उदाहरण के लिए कारों की एक निश्चित प्रणाली तो समीक्षा को शामिल करने में यह सक्षम हो जाएगा और वो भी डिजाइन पड़ाव में ही इसलिए वहाँ पर्याप्त गुणवत्ता होगी और उस ज़रूरत को किसी तरह ठीक किया जा सकता है इसलिए यह भी एक व्यवसाय में चीजों की रोकथाम लागत है जितनी भी ग्राहक चाहता है और यह व्यवसाय को पूरी तरह से गतिशील रूप से बदलने की क्षमता है इसलिए कि प्रतिचित्रण हर स्तर पर हो सकती है ताकि उत्पाद की रोकथाम लागत ठीक हो डिज़ाइन की गई प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और हर पड़ाव में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जहां भी प्रक्रिया को नियंत्रण करना है आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा आपके पास गुणवत्ता अधिग्रहण विश्लेषण आँकड़ा होना चाहिए तो ये अतिरिक्त लागत हैं जो सिस्टम पर लगाए गए हैं यद्यपि उत्पाद में कोई प्रत्यक्ष मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गैर अनुरूपता नहीं है यह गुणवत्ता की गैर अनुरूपता की रोकथाम या अनुचित गुणवत्ता की रोकथाम होती है तो ये अप्रत्यक्ष लागतें हैं जो सिस्टम पर फट जाती हैं ताकि रोकथाम की लागत गैर अनुरूपता और गैर अनुरूपता को रोकने से जुड़ी लागत को रोक सके जाहिर है वहाँ मूल्यांकन होगा जिसमें हर पड़ाव की आवश्यकता होती है जिसमें शामिल हैं वह सभी माप गुणवत्ता मापदंड जो किसी तरह मापों के संदर्भ में पूरी तरह से जांच करते है उदाहरण के लिए किसी शाफ्ट का व्यास 1 इंच ± 003 इंच हो सकता है तो यह डिज़ाइन में ही दिया गया एक आयाम और गुंजाइश है जब किसी प्रक्रिया को इस दिशा निर्देशों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि यह उत्पादन करता है और इसलिए आप जानते हैं कैसे कोई प्रक्रिया दिशानिर्देशों को पूरा कर रही है स्पष्ट रूप से शाफ्ट के निर्गम व्यास को मापने के द्वारा होता है जो कि सीएनसी खराद से बन के निकलता है या किसी तरह की प्रक्रिया है जो इस टर्निंग का उत्पादन करती है इसलिए वे सभी लागतें जो मूल्यांकन या ऑडिटिंग को मापने में शामिल हैं और यह मूल्यांकन लागत चित्र में आने के कारण सामने आती है तो आपके पास गुणवत्ता के पहलुओं या गुणवत्ता के बारे में जाने की गुंजाइश है जो आप सिस्टम स्तर पर ऑडिटिंग या गुणवत्ता आँकड़ा अधिग्रहण करके जानते हैं जो इन लागतों को लगाता है तो ये आते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप वास्तव में उन अंशों को मान्य करने का प्रयास कर रहे हैं जो सिस्टम से बन के निकाल रहे हैं कच्चे माल और जिन्हें आप खरीद कर लाये हैं ताकि इन मानदण्ड और विशेषताओं को सिस्टम मे डालने से पहले सुनिश्चित कर सकें तो यहाँ पर अतिरिक्त मूल्यांकन लागत हैं जिसका आप मूल्यांकन कर रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं मापने के लिए आप मानक का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं आप इस विशेष भाग का अनुपालन करना जानते हैं जो सिस्टम में फ़्लो इन और फ्लो आउट हो रहा है इसलिए इन सबसे विशेष रूप से मूल्यांकन लागत में निरीक्षण से संबंधित गतिविधियों की लागत शामिल होगी जैसे आने वाली सामग्री का परीक्षण उदाहरण के लिए एक भागों का निरीक्षण कक्ष है जो है हमेशा से यहाँ पर है और हम विक्रेता विस्तार या आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ भागों का निरीक्षण लक्ष्य यह देखने के लिए है कि जैसे आपके पास दो स्रोत हैं जिसमें उसी प्रकार के भाग बन रहे हैं या दोनों स्रोत हैं जो निर्धारित मानकों का अनुपालन कर रहे हैं और अगर पीआई होने पर किसी प्रकार का विचलन होता है तो उसके पास विक्रेता की पास जा कर भागों के निरीक्षण में एक ऑडिट करने की जिम्मेदारी होती है और हम देखते हैं कि गैर अनुपालन और इसे हटाने के लिए ताकि सिस्टम में वास्तविक रूप से आए और सिस्टम को सही तरीके से प्राप्त हो और बहुत कुछ न बदले तो आपके पास उपभोग की गई सेवाओं में उत्पाद निरीक्षण और परीक्षण सामग्री है और परीक्षण उपकरणों की सटीकता बनाए रखने की भी तो ये सभी मूल्यांकन लागत का हिस्सा हैं यहाँ पर आंतरिक विफलता लागत है जिसका अर्थ है कि यह तब होता है जब उत्पाद स्वयं उत्पादन पड़ाव में होता है और यह अभी तक ग्राहक के पास नहीं गया है इसलिए यह अभी तक आपकी उत्पादन इकाई के पहुँच से डीलर या ग्राहक के पास नहीं गया है और यदि आपके पास थोड़ी अधिक आंतरिक विफलता लागत है तो यह आपकी बचत की राशि का एक बड़ा हिस्सा है जाहिर है इसे नीचे लाना है जो मूल धारणा बनने जा रहा है फिर बाहरी विफलता की लागत को इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में यह सुनिश्चित करना है कि आंतरिक विफलता लागत अगर अधिक हो ताकि बाहरी विफलता लागत ना आए क्यूंकी यह ग्राहक की कंपनी के प्रति सोच से संबन्धित है और सोच वह है जो कंपनी खो नहीं सकती इसलिए आंतरिक विफलता तब होती है जब ग्राहक के शिफ्ट होने से पहले उत्पाद ग्राहक की गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल होते हैं उदाहरण कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे आप जानते हैं विफलता विश्लेषण स्क्रैप रिपेयर पुनर्परीक्षण डाउनटाइम यील्ड लॉस या प्रायिक विनिर्देश मे उतार कभी कभी कुछ अड़चनों और कुछ लीड टाइम होने के कारण जो होते हैं प्रोडक्शन के लीड समय में समस्या होती है जैसे भागों को बनाने के लिए बहुत दबाव है या आप को पता है कि सिस्टम बनता है जो कभी कभी सभी मानकों के लिए गैर अनुपालन कर रहे हैं कभी कभी वह उत्पादन के दायरे से बाहर नहीं जाता और जब सही ट्यूनिंग है वहाँ आप शायद कुछ अंशों को बदल सकते हैं ताकि आपको पता हो कि जो गुणवत्ता उन मानकों की पटरी पर लाया जाए जो निर्धारित किया गया है इसलिए उदाहरण के लिए कारों की उत्पादन लाइन में कहें कि आपको पता है एक महत्वपूर्ण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण जो कि महत्वपूर्ण महत्व की है उदाहरण के लिए एक टायर है ऑटोमोटिव टायर और लाइन पर अनुपलब्ध है तो उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए टायर के विभिन्न वर्ग जो उपलब्ध है या टायर के विभिन्न वर्ग जो विशेषताओं से नहीं मिलते हैं उन टायरस को चढ़ा कर सकते हैं अन्यथा इस विनिर्देश को पूरा न करें और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि उत्पादन सुचारू रूप से हो किया हो और ग्राहक को भेजने से पहले परिवर्तनों और गुणवत्ता को ठीक करने की कोशिश करें ताकि उस स्तर पर निरीक्षण और कुछ पुनरावृत्ति हो ताकि वहाँ अनुपालन हो जो आपको बताए गए विनिर्देशों के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है तो ये भी आंतरिक विफलता लागत का एक हिस्सा हैं कभी कभी प्रबंधन की जरूरत होती है उन निर्णयों को लेने के लिए जहाँ आप किसी प्रकार के अपरिहार्य को जानते हैं जो प्रक्रिया के निश्चित पहलू से संबंधित हैं समग्र प्रक्रिया नहीं मिलनी चाहिए युग्मक करने के लिए इसलिए सचेत निर्णय लेना है जो उस मामले में शामिल है लेकिन फिर से यह एक आंतरिक विफलता है और यह लागत कुल उत्पाद लागतों पर अर्जित होती है जाहिर है यह बाहरी विफलता लागत प्राप्त करने से बहुत बेहतर है जो कि तब होती है जब उत्पाद ग्राहक के लिए आपूर्ति किए जाने के बाद संतोषजनक ढंग से काम नहीं करता है और यह कुछ ऐसा है जिसे आप सहन नहीं कर सकते इन दिनों कंपनियां वास्तव में मदद करती हैं और मैं कहूंगा कि बाजार से आने वाले वारंटी मुद्दों को पकड़ें और प्रत्येक वारंटी शिकायत को गुणवत्ता इंजीनियरिंग या विशेष कंपनी के गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन समूह के स्तर पर बहुत गंभीर रूप से व्यवहार करें क्योंकि यह वह चीज है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता क्योंकि यह वास्तव में ग्राहकों के दिमाग पर उस विशेष उत्पाद को खरीदने के बारे में इस निर्णय को बदलने के लिए दबाव बनाता है और यह कुछ ऐसा है जो अनिवार्य रूप से व्यापार को खोने के लिए प्रेरित करता है इसलिए कुल मिलकर बाहरी विफलता लागत से बचना चाहिए हालांकि कुछ मुद्दे हैं जो उदाहरण के लिए समय के साथ होते हैं जब मशीनरी गतिशील होती है और यह जानने की कोशिश कर रहा है कि इसका उपयोग किया जा रहा है या यह बहुत लंबे समय से कई चक्रों से इस्तेमाल किया जा रहा है विशेष मशीनरी का आप जानते हैंयह कुछ विचलित होने के लिए बाध्य है और यह विचलन कुछ ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप अंततः किसी प्रकार की विफलता होगी इसलिए लोग वास्तव में रखरखाव की योजनाओं और जबरन रखरखाव की योजनाओं को देखते हैं कभी कभी निर्माता केवल इस कारण से रखरखाव की योजनाएं प्रदान करते हैं कि आप मानक का अनुपालन करें भले ही उत्पाद ग्राहक के साथ सही प्रदर्शन कर रहा हो पर ग्राहक कभी बाहर नहीं जाए उत्पाद के जीवन काल में ग्राहक को उत्पाद की अच्छी धारणा होनी चाहिए ठीक है इसलिए यह है कि ज्यादातर कंपनियां इन दिनों इरादा कर रही हैं कि एक बार ग्राहक को बेची गई विफलता का दायित्व भी आंशिक रूप से कंपनी के स्वामित्व में हो और हालांकि ये प्रमुख लागतें हैं जो शिकायत समायोजन और लौटे उत्पादों से निपटने जैसी गतिविधियों के लिए खर्च की जाती हैं वारंटी शुल्क की तरह अन्य लागत वगैरह कुल मिलकर इन लागतो से बचा जाना चाहिए और आंतरिक विफलता लागत स्तर तक सीमित होना चाहिए तो यह वही है जो सुनिश्चित करने के लिए लागत संरचना है इस जगह या तैनाती में गुणवत्ता प्रणाली है दूसरा मुद्दा यह है आप जानते है कि जहां आपके पास हर व्यवसाय के हर एक पड़ाव पर गुणवत्ता में सुधार और उत्पाद जीवन चक्र के अलग अलग पड़ावो पर गुणवत्ता है वहां ढांचा होना चाहिए और इसकी उपस्थिति प्रत्येक पड़ाव में दर्ज करनी होती है आप जानते हैं कि जीवन चक्र उत्पाद डिजाइन पड़ाव के साथ शुरू होता है फिर उत्पादन प्रक्रिया फिर वास्तविक उत्पादन पड़ाव और फिर रखरखाव और उत्पाद फिर सेवा पड़ाव तो ये सभी चार उत्पाद जीवन चक्र का एक हिस्सा बनाते हैं इसलिए उत्पाद जीवन चक्र से संबंधित इन सभी चार पड़ावों में गुणवत्ता की उपस्थिति होनी चाहिए और आपको ढांचे का निर्माण करना होगा ताकि इस उत्पाद जीवन चक्र के प्रत्येक पड़ाव में गुणवत्ता में सुधार की संभावना हो ताकि आप सही योग्यता का निर्माण कर सकें जिसे आप डिजाइन पड़ाव से जानते हैं इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन पड़ाव की लागत में से कुछ को डिजाइन के पड़ाव पर गुणवत्ता के कारण काफी कम किया जा सकता है और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर दृष्टिकोण यह भी है कि उत्पाद में गुणवत्ता का निर्माण किया जाए ताकि जब उत्पाद डिजाइन पड़ाव में हो तभी आपको पता चल जाए कि उत्पाद अनुपालन को बनाए रखने की कुल लागत कम हो रही है इसलिए आम तौर पर इन दो पड़ावों को डिज़ाइन किया जाता है और उत्पाद और उत्पादन प्रक्रिया का डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको समग्र दिशानिर्देशों को बदलने की अनुमति में लचीलापन देगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आप सब कुछ जानते हैं कि यह ठीक है तो लचीलेपन का उपयोग प्रक्रिया पड़ाव के डिजाइन या उत्पाद के डिजाइन में किया जा सकता है तो यह हमें इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम टैकनोलजी भाग 2 के मॉड्यूल दो के अंत में लाता है हम भविष्य के मॉड्यूल में बात करेंगे कि उत्पादों को कैसे डिज़ाइन किया जाए और गुणवत्ता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की जाए इसलिए यह बाद वाले मॉड्यूल में करेंगे धन्यवाद